प्लांट डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपका स्वागत है हम शूट डेवलपमेंट और विशेष रूप से शूट डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गोजेनेसिस को जारी रख रहे हैं तो पिछली कक्षा में हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम रखरखाव के साथ साथ पेरिफेरल क्षेत्र में ऑर्गेनोजेनेस के बीच समन्वय पर चर्चा की है इस कक्षा में हम लीफ डेवलपमेंट का उदाहरण लेने जा रहे हैं आप जानते हैं कि वेजिटेटिव़ विकास के दौरान प्रमुख ऑर्गन जो पौधे बनाते हैं वे पत्तियां होती हैं और पौधों की प्रजातियों में पत्तियों के मॉर्फ़ॉलजी में भारी विविधता होती है आपके पास अलग अलग पौधे हो सकते हैं जिनके पास विभिन्न आकार माप और पत्तियों की व्यवस्था होती है उदाहरण के लिए यदि आप मक्का अरेबिडोप्सिस गुलाब देखते हैं तो पत्तियों की मॉर्फ़ॉलजी में एक विशाल विविधता है लेकिन अगर आप उनके डेवलपमेंट के पैटर्न को देखते हैं तो कुछ प्रजातियों के विशिष्ट अंतर के साथ काफी समानता है लेकिन लीफ डेवलपमेंट के दौरान आम तौर पर क्या होता है जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा है कि केंद्र में मेरिस्टेम को बनाए रखा जा रहा है और फिर पेरिफेरल क्षेत्र में प्राइमर्डिया तैनात हो रहा है तो लीफ डेवलपमेंट के मामले में प्रिमोर्डिया लीफ प्रिमोर्डिया होने जा रहा है और यह पेरिफेरल क्षेत्र में ऑक्सिन मैक्सिमा उत्पन्न करके स्थित है और यहां एक बार ऑक्सिन मैक्सिमा उत्पन्न होने के बाद अगली ऑक्सिन मैक्सिमा मौजूदा लीफ प्राइमर्डिया से एक विशेष दूरी पर उत्पन्न होगी और फिर उस तरह से आप प्रारंभिक प्राइमर्डिया पैटर्निंग और डिफ़र्इन्शीएशन देखते हैं एक बार जब प्राइमर्डिया तैनात हो जाता है तो यह पत्ती विशिष्ट कार्यक्रम शुरू कर देगा और फिर डिफ़र्इन्शीएशन के दौरान यह सभी ऊतकों को बनाएगा जो पत्ती के लिए विशिष्ट हैं यह पत्ती में ध्रुवीयता सुनिश्चित करेगा जो कि एडैक्सियल और अबैक्सियल है और प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोलरिटी यह टमाटर शूट की एक विशिष्ट तस्वीर है आप देख सकते हैं कि यह मेरिस्टेम है यह पत्ता प्रिमोर्डिया 1 पी 2 पी 3 है और फिर ये मोर्फोजेनेसिस हैं ये क्षेत्र मूल रूप से डिफ़र्इन्शीएटिंग हैं और अंततः वे परिपक्व पत्ती दे रहे हैं जहां आपके पास पत्ती का अलग हिस्सा है यह मॉडल डाइकोट प्लांट Arabidopsis में एक लीफ मॉर्फ़ॉलजी है विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान उनके पास कॉटिलीडॅन तरह की पत्ती होती है जो बहुत छोटी होती है वेजिटेटिव़ विकास के दौरान वे रोसेट पत्ती बनाते हैं रोजेट की पत्तियां आकार आकृति और मॉर्फ़ॉलजी में भिन्नता दिखाती हैं और फिर आपके पास एक कॉःलाइन के पत्ते हैं इस तरह के पत्ते आमतौर पर ट्रॅन्ज़िशन् के बाद इन्फ़्लॉरेसॅन्स स्टेम में पैदा होते हैं पत्ती में आपके पास लीफ पेट्इोल होती है और इस क्षेत्र को पत्ती ब्लेड कहा जाता है इसमें मिड्रिब और एडैक्सियल है साथ ही साथ एबैक्सियल पक्ष भी हैं एक तरफ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ट्राइकोम विकसित किए गए हैं और फिर आपके पास स्टोमेटा का गठन होता है और यह पत्ती का एक क्रॉस सेक्शन है एडैक्सियल पक्ष में आपके पास पैलिसैड सेल होता है फिर आप संवहनी ऊतकों के बीच स्पंजी कोशिकाओं होते हैं और फिर आपके पास एबॅक्सियल पक्ष होते हैं और विकास के दौरान ऐसा होता है कि प्राइमर्डिया या प्रोग्राम जो पत्ती के विकास के लिए विशिष्ट है स्थित हो रहा है पत्ती के गठन की साइट पर और फिर डिफ़र्इन्शीएशन के दौरान ये ऊतक प्रतिरूपित होते हैं और एक विशेष पहचान लेते हैं और फिर अंततः पत्ती की वृद्धि मूल रूप से प्रतिबंधित होती है तो ये कुछ जीन हैं जो पत्ती के विकास के दौरान जाने जाते हैं तो WUSCHEL और CLAVATA3 मेरिस्टेम रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं फिर आपके पास CUC2 है CUC2 जैसा कि मैंने कहा है कि CUC1 और CUC2 ये बाउन्ड्री जीन हैं जिसे ये विशेष रूप से व्यक्त करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम और लीफ प्रिमोर्डिया की सीमा पर तो ये मूल रूप से सीमा बनाए रख रहे हैं तो आपके पास STM और KNOX जीन है जो मेरिस्टेमेटिक गतिविधि को रेगुलेट कर रहे हैं आपके पास ASYMMETRIC1 जैसे कुछ अन्य जीन हैं जो लीफ पैटर्निंग को रेगुलेट कर रहे हैं और फिर आपके पास YABBY FILAMENTOUS और KANADY जीन हैं जो कि एबॅक्सियल पोलिरटी PHABULOSA को रेगुलेट कर रहे हैं और अन्य FANTASTICA एक जीन है जो एडैक्सियल पोलिरटी को रेगुलेट कर रहा है तो इन जीनों को व्यक्त किया जा रहा है और फिर ये फ़ंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं और अगर इन जीन में म्यूटेशन है तो आप लीफ मॉर्फ़ॉलजी में दोष को देखने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आप इस म्यूटेंट को देखते हैं जो सीरेट म्यूटेंट है तो जंगली प्रकार यह पत्ती की मॉर्फ़ॉलजी है जिसमें आपके पास पेटियोल है फिर आपके पास ब्लेड है लेकिन अगर आप यहां देखते हैं कि एक सीरियेशन है पत्ती के मॉर्फ़ॉलजी में एक प्रकार का परिवर्तन होता है इसी तरह यदि आप asymmetric2 म्यूटेंट देखते हैं तो आपके पास एक समान प्रकार का फेनोटाइप है लेकिन फेनोटाइपिक सिविरिटी बहुत अधिक नहीं है लेकिन अगर आप as2 और सीरेट या as1 के बीच एक डबल म्यूटेंट बनाते हैं आप देख सकते हैं कि फेनोटाइप गंभीर है इसी तरह यदि आप कुछ इस KNOX जीन में से लेते हैं और यदि आप एक्टोपिक ओवर व्यक्त करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पत्ती मॉर्फ़ॉलजी पूरी तरह से डिस्टर्ब है पत्ती के आकार और माप को परिभाषित करने वाली एक और चीज पत्ती कर्वेचर् है तोकर्वेचर् कैसे बनाए रखा जाता है यदि आप एक सेल लेते हैं और यदि ग्रोथ समान रूप से होती है तो आपके पास सेल की ग्रोथ एक प्रकार के गोलाकार तरीके से होती है लेकिन अगर केंद्रीय क्षेत्र में ग्रोथ परिधीय क्षेत्र की तुलना में अधिक है तो आपको सकारात्मक कर्वेचर् मिलता है और आप इस तरह की संरचना देख सकते हैं एक कर्वे इसकी तरह दूसरी ओर यदि परिधीय क्षेत्र में ग्रोथ अधिक होती है तो केंद्रीय क्षेत्र फिर आपके पास एक प्रकार का नकारात्मक कर्वेचर् होगा और फिर आपके पास यह संरचना हो सकती है Antirrhinum CINCINNATA जीन के एक म्यूटेंट की पहचान की गई है CINCINNATA जीन TCP परिवार के ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ैक्टर का एक वर्ग है और यह पाया गया कि यदि आप इस म्यूटेंट को देखते हैं तो पत्ती की मॉर्फ़ॉलजी अत्यंत दोषपूर्ण है तो यह एक विशिष्ट Antirrhinum पत्ती है जिसमें आपके पास एक पेटीओल है और एक उचित आकार है लेकिन CINCINNATA म्यूटेंट में आप क्या देखते हैं कि कर्वेचर् पूरी तरह से है यदि आप पत्ती में दोष देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में अंतर बहुत मुख्य नहीं है लेकिन बाद के चरण में जब आप इस तरह की संरचना देखते हैं तो यह पत्ती फैल जाती है यदि आप इस पत्ते के मार्जिन को देखते हैं और यदि आप इस पत्ते की सेलुलर विशेषता को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जंगली प्रकार की पत्ती और cincinnata म्यूटेंट के पत्ते में मार्जिन कोशिकाओं की बहुत अलग विशेषता है एक और जीन जो पत्ती मॉर्फ़ॉलजी को रेगुलेट करने के लिए जाना जाता है वह AINTEGUMETA है यदि आप यहाँ देखते हैं तो यह एक विशिष्ट जंगली प्रकार का अरेबिडोप्सिस पत्ती है लेकिन अगर आपको ANT के फंक्शन का नुकसान होता है तो आप देख सकते हैं कि आकार कुछ समान है लेकिन इस पत्ती का आकार पूरी तरह से डिस्टर्ब है और यदि आप देखते हैं कि यह एक जंगली प्रकार का पैटर्न है यदि आपको ANT के फंक्शन का नुकसान है तो आप इस डिफेक्ट को देखते हैं यदि आपके पास ANT के फंक्शन का लाभ है यदि आपने ओवर व्यक्त किया है तो आप यहां विपरीत प्रभाव देख सकते हैं तो यह बताता है कि ANT पत्ती मॉर्फ़ॉलजी को भी रेगुलेट कर रहा है तो सामान्य तौर पर यदि आप लीफ के डेवलपमेंट को देखते हैं तो शूट एपिकल मेरिस्टम में पहले चरण में या शूट एपिफिल मेरिस्टेम के परिधीय क्षेत्र में पहला लीफ प्राइमर्डिया तैनात है और फिर यह लीफ प्राइमर्डिया डिस्टल ग्रोथ शुरू कर देती है जो इस दिशा में होती है यह एक तरह से दो छोर बनाता है एक प्रॉक्समल है और दूसरा डिस्टल क्षेत्र है और फिर तीसरे चरण में ब्लेड इनिशिएट होता है जहां सीमांत क्षेत्र या इस क्षेत्र को मूल रूप से ब्लेड में विकसित किया जा रहा है और बेसल क्षेत्र मूल रूप से पेटीओल में विकसित होते हैं बाद में इन्टॅःकॅलॅरि विकास होता है जो ब्लेड क्षेत्र में शुरू होता है और यह मूल रूप से लीफ ब्लेड में एक उचित संरचना लेने में मदद करता है और यह एक योजनाबद्ध आरेख या चित्र है जहां आप स्पष्ट रूप से प्राइमोर्डिया विकसित करते हुए देख सकते हैं यह प्रारंभिक प्राइमोर्डिया है यह थोड़ा लेटर प्राइमोर्डिया है यह लीफ प्रिमोर्डिया है जो बाहर आने के इस चरण में है और कुछ जीन हैं जिन्हें प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए पहचाना गया है मेरिस्टेम में मेरिस्टेमेटिक जीन होते हैं जो मेरिस्टेम फ़ंक्शन को रेगुलेट करते हैं लेकिन प्राइमोर्डिया मे आपके पास अन्य जीन हैं जो सक्रिय हो रहे हैं एक ऑक्सिन स्तर है और ऑक्सिन मेरिस्टेमेटिक जीन को रोकताहै तो मूल रूप से प्राइमर्डिया क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक जीन या जीन जो मूल रूप से डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम को नकारात्मक रूप से रेगुलेट कर रहे हैं उन्हें दबाने की जरूरत है उसी समय में जीन जो पॉजिटिवली पत्ती विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रम को रेगुलेट कर रहे हैं उन्हें सक्रिय करने की आवश्यकता है और LOB तरह के जीन वे जीन हैं जो मेरिस्टेम और लीफ प्रिमोर्डिया के बीच सीमा पर मौजूद होते हैं और वे ज़ोन को परिभाषित करने या विशेष रूप से मेरिस्टेम की स्थिति या लेटरल अंग प्राइमोर्डिया के साथ मेरिस्टेम को अलग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं उसी समय आपके पास जीन का एक सेट होता है जो विकासशील लीफ प्रिमोर्डिया में सक्रिय हो रहा है और ये जीन पत्ती विशिष्ट डिफ़र्इन्शीएशन कार्यक्रम को रेगुलेट करने के लिए महत्वपूर्ण हैं तो इसके बाद डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया होती है यह या तो बेसिपेटल एक्रोपेटल या बिडायरेक्शनल हो सकती है जिसका अर्थ है कि डिफ़र्इन्शीएशन यहां से शुरू हो सकता है और इस दिशा में आगे बढ़ सकता है या यह बेसल क्षेत्र से शुरू हो सकता है और ऊपरी दिशा में आगे बढ़ सकता है या यह दोनों दिशा से शुरू हो सकता है और फिर यह एक प्रकार का ग्रेडिएंट उत्पन्न करता है लेकिन एक बार जब दोनों छोर पूरे हो जाते हैं तो आपके पास कोई ग्रेडिएंट नहीं होता है जब कोई ग्रेडिएंट अनिवार्य रूप से नहीं होता है तो आप कह सकते हैं कि यहां पत्ती का डिफ़र्इन्शीएशन या विकास रुक जाता है तो अगर आप Arabidopsis thaliana को देखते हैं तो Arabidopsis thaliana बेसिपेटल तरीके से होता है यह विभिन्न दिनों में Arabidopsis पत्ती है यह दिन 4 दिन 8 दिन 12 और दिन 60 है और यह CYCLIN प्रमोटर ड्राइविंग GUS है तो CYCLIN एक जीन है जो मूल रूप से विभाजित कोशिका को चिह्नित करता है यह एक कोशिका चक्र जीन है इसलिए यदि आप बहुत प्रारंभिक पत्ती को देखते हैं जो लगभग 4 दिन पुरानी है तो आप पत्ती के लगभग पूरे क्षेत्र में होने वाले विभाजन को देख सकते हैं तो यह सुझाव देता है कि पत्ती के बिल्कुल नोक पर केवल डिफ़र्इन्शीएशन प्रतिबंधित है जबकि अधिकांश पत्ती में वे कोशिका विभाजन या प्रसार गतिविधि कर रहे हैं लेकिन जब यह पत्ती अधिक पुरानी हो जाती है तो यदि आप 8 दिन पुराने पत्ते को देखते हैं तो ऐसा क्या होता है कि डिफ़र्इन्शीएशन संकेत नीचे की ओर माइग्रेट कर रहा है तो यदि आपके पास अब टिप क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है तो उनके पास साइक्लिन गतिविधि नहीं है तो यह विभाजन गतिविधि नहीं दिखा रहे हैं जिसका अर्थ है कि विभाजन गतिविधि ज्यादातर पत्ती के बेसल आधे क्षेत्र तक ही सीमित है जबकि पत्ती का एपिकल आधा क्षेत्र या डिस्टल आधा क्षेत्र के पास मूल रूप से विभाजन गतिविधि का अभाव है जिसका अर्थ है कि वे डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं फिर यदि आप बाद के चरण में देखते हैं लगभग 12 दिन तो विभाजन गतिविधि केवल पत्ती के बहुत बेसल क्षेत्र में प्रतिबंधित है जबकि लीफ का डिस्टल क्षेत्र अधिकांश डिफ़र्इन्शीएशन का पैटर्न दिखा रहे हैं थोड़ी देर बाद अगर आप 16 दिन पुराने प्लांट को देखते हैं पूरी लीफ में कोशिका विभाजन या कोशिका वृद्धि गतिविधि का अभाव होता है जो यह बताता है कि अब यह पत्ती पूरी तरह से परिपक्व है यह पूरी तरह से विभेदित है अब यह डिफ़र्इन्शीएशन की प्रॉपर्टी को रोक देगा और फिर कुछ जीनों की पहचान की गई है जो इस प्रॉपर्टी को रेगुलेट करते हैं यदि आप इस पत्ती का विभाजन करते हैं तो पत्ती की एपिकल और बेसल या डिस्टल और प्रॉक्सिमल ग्रोथ होती है तो आपके पास यह मार्जिनल ग्रोथ है माइक्रो आरएनए में से कुछ GRF या ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर्स और CINCINNATA TCP जीन इन जीनों की गतिविधि मूल रूप से पत्ती के विकास के दौरान उचित आकार माप और ऊतक पैटर्निंग सुनिश्चित करती है दूसरी ओर यदि आप YABBY होम्योडोमैन प्रतिलेखन कारक KANADI जीन की गतिविधि को देखते हैं तो वे मूल रूप से एडैक्सियल बनाम एबैक्सियल प्रॉपर्टी या पत्ती की ध्रुवीयता सुनिश्चित करते हैं ऑक्सिन Arabidopsis में लीफ फ़्लेटनिंग को रेगुलेट करने के लिए जाना जाता है ऑक्सिन ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स' की गतिविधि को रेगुलेट करता है तो ये AUXIN RESPONSE FACTOR2 से 4 हैं फिर आपके पास MP है जो फिर से ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर् 5 है फिर कुछ WOX जीन और उनकी गतिविधि मूल रूप से न केवल पत्ती डिफ़र्इन्शीएशन या पत्ती इनिशीएशन सुनिश्चित करती है बल्कि यह इन दिशाओं में पत्ती फ़्लेटनिंग को भी रेगुलेट करती है अब हम पत्ती पोलिरटी देखेंगे इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि पत्ती पोलिरटी भी बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि कुछ विशेषताएं जो कि एडैक्सियल सतह में मौजूद हैं वह एबैक्सियल सतह पर मौजूद नहीं हैं और इसलिए पोलिरटी महत्वपूर्ण है और पोलिरटी को जीन की स्पष्ट दो श्रेणी द्वारा रेगुलेट किया जाता है तो जीनों की एक श्रेणी जो विशेष रूप से लेटरल अंगों के एडैक्सियल साइड में व्यक्त की जाती है अन्य श्रेणी विशेष रूप से डेवलपमेंट के एबैक्सियल साइड पर व्यक्त की जाती है उदाहरण के लिए यदि आप इस बढ़ते हुए पैटर्न को देखते हैं और यह FIL जीन के मैसेन्जर् RNA वितरण है जो कि एबैक्सिअल जीन है यह डेवलपिंग लीफ है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति ज्यादातर पत्ते के एबैक्सियल आधे तक ही सीमित है जबकि पत्ती के एडैक्सियल आधे हिस्से में यह अभिव्यक्ति नहीं है और यह अभिव्यक्ति पैटर्न प्रिमोर्डिया स्टेज पर भी बहुत पहले स्थापित हो जाता है तो यह आपकी मेरिस्टम है और यहां आने वाला आपका प्रीमोर्दिया है यह क्षेत्र प्राइमोर्डिया है लेकिन अभिव्यक्ति केवल प्राइमोर्डिया के एबाक्सिअल आधे तक ही सीमित है लेकिन आधा एडैक्सियल प्राइमोर्डिया पूरी तरह से इस एबैक्सियल जीन को व्यक्त नहीं करता है जबकि दूसरी ओर या इसके विपरीत यदि आप एडैक्सियल जीन देखते हैं जो कि REVOLUTA या PHABULOSA जैसा है तो आप देख सकते हैं कि यह एक विपरीत पैटर्न दिखा रहा है तो अगर यह एक बढ़ती हुई पत्ती प्राइमोर्डिया है तो आप देख सकते हैं कि आधा प्राइमोर्डिया जो कि एडैक्सियल सतह की ओर है इन जीनों को बहुत अधिक व्यक्त करता है लेकिन प्राइमोर्डिया का एबाक्सिअल पक्ष इसकी अभिव्यक्ति नहीं है इन जीनों की असममित अभिव्यक्ति पैटर्न या ट्रेन्स्क्रिप्ट वितरण अनिवार्य रूप से डेवलपिंग पत्ती में एक उचित पोलिरटी प्रदान करता है होमियोडोमेन युक्त एबाक्सिअल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अलावा आपके पास YABBY डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर KANADI और कुछ अन्य जीन हैं इस म्युटेंट जैसे कि revoluta में आप देख सकते हैं कि फ़ंक्शन फेनोटाइप का नुकसान वहां है जहां एडैक्सियल सतह पूरी तरह से एबाक्सिअलिजॅड है यह जंगली प्रकार Antirrhinum की पत्तियां हैं लेकिन यदि आपके पास एक fantastic म्युटेंट है FANTASTIC एडैक्सियल सतह का एक रेगुलेटर है यदि आपके पास यह जीन व्यक्त नहीं है तो आप देख सकते हैं कि पत्तियों में पोलिरटी पूरी तरह से खो गई है एडैक्सियल सतह और एबाक्सिअल सतह दोनों काफी समान दिखती हैं और अगर आप जंगली प्रकार के लिए एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो यह आपका एडैक्सियल पक्ष है यह एबैक्सियल साइड्स है और आप देख सकते हैं कि जाइलम आम तौर पर एडैक्सियल साइड्स की ओर होते हैं फ़्लोअम एबैक्सियल साइड्स की ओर स्थित होते हैं लेकिन अगर आप म्युटेंट लेते हैं और एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो यह रेडियल पैटर्न दिखाता है और यहाँ फ्लोएम दोनों पक्षों में है और जाइलम केंद्र में है यह सुझाव देता है कि जब आपके पास एडैक्सियल विशिष्ट जीन नहीं होते हैं तो सभी ऊतक एबाक्सिअलिजॅड हो रहे हैं तो आपके पास पत्ते में एबाक्सिअल प्रकार का पैटर्न है दूसरी ओर यदि आपके पास PHABULOSA डॉम्इनॅन्ट है PHABULOSA फिर से एडैक्सियल सतह का रेगुलेटर है लेकिन यहां यह फंक्शन म्यूटेंट का लाभ है इसलिए यदि आपको फंक्शन म्यूटेंट का लाभ है तो ऐसा क्या होता है कि सभी क्षेत्र एडैक्सियललिजॅड हो रहे हैं तो यहां तक कि एबैक्सियल क्षेत्रों को एडैक्सियल क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है और यहां संवहनी पैटर्न बहुत भिन्न होता है यह यहां फ़ंक्शन के नुकसान के विपरीत है आप देख सकते हैं कि जाइलम फ्लोएम के आस पास है जिसका अर्थ है कि जाइलम मूल रूप से एडैक्सियल साइड है तो इस म्यूटेंट पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि पत्ती अधिकतर एडैक्सियलिजॅड होती है जबकि फंक्शन के नुकसान में पत्ती अधिकतर एबाक्सिअलिजॅड हो जाती है यदि आप एडैक्सियल बनाम एबाक्सिअल सतह की सेलुलर विशेषता को देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्रैफ में एडैक्सियल सतह एबैक्सियल सतह अलग अलग दिखते है एडैक्सियल सतह पर आप देख सकते हैं कि कोशिकाओं का एक उभार है जबकि यदि आप एबैक्सियल सतह को देखते हैं तो यह सापेक्षता चिकनी है तो उभार बहुत मजबूत नहीं हैं लेकिन यदि आप एक्टोपिक रूप FILAMENTOUS या YABBY जीन को ओवरएक्सप्रेस करते हैं जो कि एबैक्सियल सतह के रेगुलेटर हैं वे एबैक्सियल सतह को बढ़ावा देते हैं जंगली प्रकार में सामान्य रूप से एडैक्सियल सतह इस तरह दिखती है आपके पास बहुत सारे उभार हैं लेकिन जब आप ओवरएक्सप्रेस करते हैं या आप FILAMENTOUS या YABBY3 डालते हैं तो वे अधिक एबैक्सियल सतह के समान हो जाते हैं वे अधिक चिकनी हैं इससे यह पता चलता है कि जब आपके पास YABBY3 या FILAMENTOUS की फ़ंक्शन गतिविधि का लाभ होता है तो ये एडैक्सियल पहचान को एबैक्सियल पहचान में परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास FIL और YABBY3 के दोहरे म्युटेंट जैसे फ़ंक्शन का नुकसान है तो यहाँ दोनों एबैक्सियल प्रमोटिंग जीन की कमी है उस मामले में भी एबैक्सियल सतह बहुत हद तक एडैक्सियल सतह के समान होती है तो आपके पास जीन की दो श्रेणी स्पष्ट है एडैक्सियल प्रमोटिंग जीन और एबैक्सियल प्रमोटिंग जीन यदि आपके पास एडैक्सियल प्रमोटिंग जीन नहीं हैं तो एडैक्सियल साइड एबैक्सियल साइड में परिवर्तित हो जाती है अगर आपके पास एबॅक्सिअल प्रमोशन जीन नहीं है तो एबैक्सियल सतह को एडैक्सियल सतह में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये वास्तव में अपनी गतिविधि को भी रेगुलेट कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ देखें तो यह FIL की अभिव्यक्ति है जो एबाक्सिअल जीन है यह ज्यादातर पत्ती के एबॅक्सियल साइड में व्यक्त किया गया है और यह एडैक्सियल साइड में अनुपस्थित है लेकिन अगर आपके पास PHABULOSA के फंक्शन म्यूटेंट का लाभ है तो इसका मतलब है कि हर साइड एडैक्सियल साइड है और यह FILAMENTOUS जीन का अभिव्यक्ति पैटर्न है क्योंकि FILAMENTOUS एबॅक्सियल है अब इस म्यूटेंट में आपके पास सब कुछ एडैक्सियल है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि आपके पास PHABULOSA 1d के फ़ंक्शन म्यूटेंट का एक सजातीय लाभ है तो आप देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति लगभग गायब हो गई है तो एबॅक्सियल विशिष्ट जीन की कोई अभिव्यक्ति नहीं है दूसरी ओर यदि आप यहां कुछ मामलों में अभिव्यक्ति को देखते हैं लेकिन यह बहुत प्रतिबंधित है तो इसका विस्तार नहीं है इसलिए इसकी अभिव्यक्ति का डोमेन अत्यधिक प्रतिबंधित है और यदि आप कुछ ऐसे अंगों को देखते हैं जो मूल रूप से एडैक्सियलाजॅड हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति बहुत कम है और बेहद डिस्टर्ब अभिव्यक्ति पैटर्न है दूसरी ओर यदि आप एबॅक्सियल म्युटेंट में एडैक्सियल प्रमोटिंग जीन के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं KANADI जीन मूल रूप से एबॅक्सियल पक्ष को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं अब यदि आपके यहाँ डबल म्यूटेंट है और यदि आप अब REVOLUTA PHAVOLUTA देखते हैं तो ये दोनों जीन एडैक्सियल साइड जीन हैं जिन्हें आप म्यूटेंट बैकग्राउंड में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उनका पैटर्न पूरी तरह से हो डिस्टर्ब हो गया है जंगली प्रकार में ये स्पष्ट रूप से एडैक्सियल सतह की ओर स्थानीयकृत होते हैं लेकिन यदि आप यहां म्युटेंट देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे काफी समान हैं या आप एबॅक्सियल सतह अभिव्यक्ति को भी देख सकते हैं और इसी तरह यदि आपके पास kanadi म्यूटेंट हैं तो एबॅक्सियल जीन ने अपनी अभिव्यक्ति खो दी है या वे बहुत ही निम्न स्तर की अभिव्यक्ति हैं यदि हम संक्षेप में प्रस्तुत करें बढ़ते पत्ते में आपके पास मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र और प्राइमोर्डिया है प्रिमोर्डिया में पहले से ही एडैक्सियल बनाम एबाक्सिअल पोलरिटी स्थापित है और एडैक्सियल साइड में इन होम्योडोमैन युक्त ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ैक्टर है जो PHABOLUTA REVOLUTE है PHABOLUSA ये सक्रिय हैं दूसरी ओर KANADI YABBY ये जीन एबॅक्सियल सतह पर सक्रिय हैं और ये परस्पर अपने डोमेन में एक दूसरे को रोकते हैं एडैक्सियल डोमेन में ये जीन YABBY की अभिव्यक्ति को रोकते हैं एबॅक्सियल डोमेन में ये जीन होम्योडायडाइन जीन की अभिव्यक्ति को रोकते हैं और इस तरह के परस्पर विशेष एडैक्सियल प्रमोटिंग जीन और एबाक्सिअल प्रमोटिंग जीन पारस्परिक रूप से एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन पैटर्न एडैक्सियल बनाम एबाक्सिअल पोलरिटी स्थापित करते हैं दूसरी ओर कुछ micro RNAs हैं trans siRNAs ये इन अंगों की स्थापना और रेगुलेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यदि आप पत्ती के क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपके पास दो डोमेन हो सकते हैं एडैक्सियल डोमेन और एबाक्सिअल डोमेन तो ये एडैक्सियल डोमेन हैं जहाँ इन जैसे एडैक्सियल जीन सक्रिय होते हैं और एडैक्सियल जीन के अलावा आप देख सकते हैं कि जीन जो कि पत्ती पहचान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं वे भी व्यक्त हो रहे हैं एबॅक्सिअल साइड पर आपके पास कुछ एबॅक्सिअल प्रमोशन जीन हो सकते हैं जो सक्रिय हो रहे हैं इसके अलावा आपके पास ऑक्टिन माइक्रो आरएनए औक्सिन रिस्पांस फैक्टर्स MP और पत्ती डिफ़र्इन्शीएशन के कुछ अन्य प्रमुख रेगुलेटर्स की गतिविधि है तो एक साथ हार्मोन की गतिविधि ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ेक्टर की गतिविधि मेरिस्टेमेटिक गतिविधि और पत्ती प्राइमोर्डिया के बीच समन्वय जटिल आनुवंशिक कार्यक्रम को निर्धारित करते हैं जो पौधों में उचित पैटर्निंग डिफ़र्इन्शीएशन और अंग विकास को रेगुलेट कर रहे हैं तो मैं यहां रुकूंगा अगली कक्षा में हम फूलों के ट्रेन्ज़िशन और फूलों के विकास को देखेंगे